शुभ प्रभात हम लेक्चर 13 शुरू करते हैं आज हम लेक्चर12 का पुनर्कथन करेंगे और बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण परिणामों पर भी गौर करेंगे जिन्हें नोबेल आईडेंटिटीज के रूप में जाना जाता है जो कि सभी के लिए कम या ज्यादा फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉकहै पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के साथ मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में हम काम करेंगे तो यह एक नोबेल आईडेंटिटीज और पॉलिफेज डीकंपोजिशन का एक संयोजन है जो दोनों आज के लेक्चरमें शामिल होने जा रहे हैं इससे पहले कि हम शुरू करना चाहते हैं कि TA'S की प्रतिक्रिया थी कि समीक्षा आवश्यक नहीं हो सकती है क्योंकि छात्रों को असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट पर कई संदेह नहीं हैं इसलिए समीक्षा रद्द कर दी गई है अगर आपको इसकी आवश्यकता है कृपया TA को जानकारी दें और फिर हम समीक्षा की व्यवस्था करेंगे कल सुबह क्विज़ 1 745 से शुरू होता है इसलिए फिर से अतिरिक्त 15 मिनट का लाभ उठाएं यह अतिरिक्त 15 मिनट के साथ 50 मिनट की क्विज़ है जो आपको स्थिर होने के लिए लिए समय देता है और आपको पता है कि आप पेपर के साथ सहज हो जाते हैं इसलिए हमें उन परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए जिन्हें हमने पिछले लेक्चर में देखा है और मैं कहूंगा कि अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो एक महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित तरीके से होगा हमने कहा कि M के फैक्टर द्वारा डाउन कन्वर्टर या डाउन सैंपलर डाउनसैंपलिंग करता था हमने कहा कि यह डीम्टीप्लेक्सर से संबंधित था एक जो एक उच्च दर स्ट्रीम को कई निम्न दर स्ट्रीम्स में विभाजित करता है जिसमें से एक को रखा जा रहा है इसलिए इसमें डीम्टीप्लेक्सर का दृष्टिकोण है और हमने यह भी देखा कि डेटा को ब्लॉक करने डेटा के ब्लॉक बनाने डेटा को ब्लॉक करने की भी यही भूमिका है इस प्रकार यह संबंध है कि मैं चाहूँगा कि आप ध्यान रखें और हमारे पास इस विशेष ऑपरेशन का वर्णन करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और यह सीरियल टू पैरेलल कनवर्टर के संदर्भ में होगा और यह एक M चैनल सीरियल टू पैरेलल कनवर्टर है तो मूल रूप से यह सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल चैनल की संख्या है सीरियल एक चैनल है पैरेलल M चैनल जो उच्च दर है तो यह आप सीरियल स्ट्रीम के रूप में इस बारे में सोच सकते हैं और यह प्रभावी रूप से डाउन कनवर्टर डाउनसेंपलर केवल एक स्ट्रीम निकल रही है लेकिन प्रभावी रूप से अन्य स्ट्रीम्स हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है जब आप इसे एक संरचना के रूप में देखते हैं ठीक है तो फिर से यह रिप्रेजेंटेशन डाउन सैंपलर को न केवल डाउन सैंपलिंग ऑपरेशन मिल गया है बल्कि यह डिमल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन से भी बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और डेटा को अवरुद्ध भी करता है तो वे जुड़े हुए अवधारणाएं हैं और उसी तरह हम L के एक फैक्टर द्वारा प्रतिपक्ष अप सैंपलर को भी इंगित कर सकते हैं यह मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन होगा हमने दिखाया कि यह एक मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन था जहां L 1 शून्य वैल्यूड एंट्रीज़ को सिग्नल में मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है इसे डेटा की अनब्लॉकिंग के रूप में देखा जा सकता है जो ब्लॉक को हटा रहा है और इसे सीरियल स्ट्रीम में बना रहा है डेटा को अनब्लॉक कर रहा है और इसे हम डायमेंशन L के पैरेलल टू सीरियल कनवर्टर के रूप में संदर्भित करेंगे L मूल रूप से यह अपसेंपलिंग रेट फैक्टर है ठीक है तो यह पैरलल होगा यह मूल रूप से L द्वारा सेंपलिंग है कुछ डिले एलिमेंट या एडवांस एलिमेंट के साथ संयोजन में हमें मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग और डेटा को ब्लॉक अनब्लॉक करना भी करेगा तो ये 2 ब्लॉक हमारे लिए उपयोगी हैं इसलिए पैरेलल टू सीरियल जहां मेरे पास L चैनल पैरलल साइड में और सीरियल में 1 होंगे ठीक अब मैं इस स्लाइड के साथ इसे सुदृढ़ करता हूं जिसे हमने कल की कक्षा में ड्रा किया था मैं उसके साथ शुरुआत नहीं करना चाहता था लेकिन मूल रूप से इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं लेकिन हमारे लिए उस स्लाइड की समीक्षा करना उपयोगी है जिसे हमने पिछली बार देखा था ठीक तो डाउनसैंपलर के साथ एम्बेडेड कुछ डिलेस ने हमें एक डीमल्टीप्लेक्सर दिया और हमने कहा कि अगर ये एडवांस एलिमेंट हैं तो हमारे पास एक डीमल्टीप्लेक्सर है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह डेटा का अवरोधन है और जब आपके पास एडवांस ऑपरेशन्स होता है तो यह सीरियल टू पैरेलल कनवर्टर के अनुरूप होगा मुझे इस विशेष मामले में सामान्य मामले में M लिखना है यह 3 है ठीक क्लॉकवाइज कम्यूटेटिव ठीक जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इसको डिले एलिमेंट से चेंज करेंगे तब हम देखेंगे कि यह काउंटरक्लाकवाइज हो गया है तो क्लॉकवॉइस डायरेक्शन है ठीक इसलिए एक शॉर्टहैंड नोटेशन है जिसका हम उपयोग करते हैं और शायद यह आपके लिए अच्छा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि मैं SPM लिखता हूं तो मूल रूप से यह M चैनलों के साथ इस संरचना को संदर्भित करता है तो सीरियल टू पैनल कनवर्टर डेटा को ब्लॉक करने का पारंपरिक तरीका है जो कि X0 X1 X2 X3 X4 और शो ऑन यह वह संरचना होगी जिसका उपयोग किया जाएगा और निश्चित रूप से यह सीधे उस एप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है जिसे हमने कल चर्चा की थी जहां अगर मैं डेटा ले रहा था तो इसे नॉनओवरलैपिंग सेगमेंट में ब्लॉक कर रहा था और FFT ऑपरेशन में कर रहा था उदाहरण के लिए अगर मैं स्पेक्ट्रेल एनालिसिस करना चाहता था तो यह पूरी तरह से फिट होगा तो मूल रूप से मैं आपसे क्या मांगूंगा M चैनलों के साथ सीरियल टू पैरलल कनवर्टर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो आप मल्टीरेट संरचना करेंगे जो इस तरह से इंगित की गई है जो ठीक वैसी ही होगी जैसा हम इस मामले में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ब्लॉक के रूप में उचित रूप से फीड किए जा रहे डेटा नमूने प्राप्त कर सकें अब काउंटरपार्ट अपसैंपलर हमने कहा कि इसे मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन के रूप में देखा जा सकता है जहां L 1 शून्य मूल्यवान सैंपलो को रखा जा रहा है जिसमें इस एक में सिग्नल दिया गया है और निश्चित रूप से यदि आप डिलेड एलिमेंट के साथ अपसैंपलर को जोड़ते हैं तो यह हमें देगा पैरलल टू सीरियल कनवर्टरर यह इस मामले में यह एंटी क्लॉकवाइज कम्यूटेटर के साथ L 3 चैनलों के साथ पैरलल टू सीरियल कनवर्टरर होगा ठीक इसलिए एंटी क्लॉकवाइज़ कम्यूटेटर के साथ अब हम एक दिशा में क्लॉकवाइज़ चुनते हैं और दूसरी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज़ चुनते हैं ताकि डेटा सही क्रम में सामने आए इसलिए यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज को चुना है जहां आपने सीरियल टू पैरलल कनवर्जन किया था तो आपको यहां एक ही क्रमबद्ध सीक्वेंसिंग प्राप्त करने के लिए दूसरे को करना होगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज कम्यूटेटर होगा और पिछली बार की तरह एक शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है जिसे हम केवल L के साथ पैरेलल टू सीरियल कहेंगे जिसका अर्थ है मूल रूप से एंटी क्लॉकवाइज कम्यूटेटर के साथ यह संरचना लागू होने का मतलब है कि आपको सैंपलर्स को डिले के साथ मिलाएं और फिर उन्हें उचित रूप से संयोजित करें और उन्हें बाहर निकालें तो फिर से सरल अवधारणाएं लेकिन एक बार जब आप इसे एक साथ रखना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ बहुत दिलचस्प परिणाम हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे एक उदाहरण के साथ इसे सुदृढ़ करना चाहिए इस बात का उदाहरण कि हमने अभी क्या देखा है तो उदाहरण 1 मल्टीप्लेक्सर और डेमल्टीप्लेक्सर की अवधारणाओं को लागू करना मेरे पास x n है मैं क्रम M के सीरियल टू पैरलल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका अर्थ है कि मेरे पास M स्ट्रीम्स होंगी मैं बस चाहूँगा सुविधा के लिए मैं X0 n के रूप में उनका रिप्रेजेंटेशन करूँगा ये बाद के X1 n हैं और XM 1 n के रूप में अंतिम M समानांतर सबसीक्वेंस है ठीक अब मैं आपको समान डायमेंशन M के पैरेलल टू सीरियल कनवर्टर लागू करने के लिए कहने जा रहा हूं और फिर आउटपुट लूंगा ठीक यह एक तुच्छ उदाहरण है और यह आउटपुट X0 n है ठीक तो कोई बात नहीं बहुत सीधा है ठीक है अब यह मुख्य प्रश्न नहीं था अब यहाँ वास्तव में दिलचस्प सवाल आता है इसलिए मेरे पास M सिग्नल आ रहे हैं मैं उन्हें X0n X1n XM 1n के रूप में लेबल करता हूं तो इससे पहले कि मैं ऐसा करता हूं इसका मतलब है कि यह पूरा ब्लॉक प्रभावी रूप से 1 के गेन के बराबर था ठीक है मूल रूप से आपको इनपुट और आउटपुट मिला X0 n जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी अंदर था अगर आप इसे ब्लैक बॉक्स के रूप में मानते थे वास्तव में आपको यूनिटी गेन हासिल करना था ठीक तो अब मेरे पास M इनपुट्स स्ट्रीम हैं मैं आपको पैरेलल टू सीरियल कनवर्टर पैरेलल टू सीरियल कनवर्ट डायमेंशन M के साथ लागू करने के लिए कहता हूं जिसका मतलब है कि मैं सिंगल स्ट्रीम का उत्पादन करूंगा क्या मैं सही हूं फिर दूसरे छोर पर मैं आपको सीरियल टू पैरलल कन्वर्ट करने के लिए कहता हूं सीरियल टू पैरलल कन्वर्जन ठीक है तो यह ऑर्डर M के क्रम का सीरियल टू पैरलल कन्वर्जन होगा ऑर्डर Mजिसका अर्थ है कि मैं एक बार फिर से M चैनल बाहर निकलूंगा क्या मैं सही हूं अब इस बात का ध्यान रखें कि इसका मतलब है काउंटरक्लॉकवाइज कम्यूटेटर के साथ पैरलल टू सीरियल कनवर्टर यह एक काउंटरक्लाकवाइज कमयुटेटर के साथ सीरियल टू पैरलल कनवर्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल परिभाषाएँ सभी पिछली स्लाइड्स में परिभाषित की गई थीं इसलिए अगर मैं अब इन आउटपुट संकेतों कोX0' n सभी तरह से XM 1 n के रूप में लेबल करता हूं तो क्या प्राइमड सिग्नल आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच संबंध है जाहिर है कि ऐसा होना चाहिए कौन किस में मैप किया जा रहा है क्या वे सीधे जा रहे हैं या वे चारों ओर स्वैप हो रहे हैं क्या कोई डिले है या वे पहले की तरह आ रहे हैं इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच क्या लिंक ठीक है दिलचस्प कार्य आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह X0 n X1 n XM 1n है उन सभी को यूनिटी गेन प्राप्त हुई है और इस प्रकार दिखाई गई है X0' n X0 n X1 n X1 n और XM 1 n XM 1 ठीक है अब हालांकि इसे संरचना को देखने की थोड़ी सी आवश्यकता है यह देखते हुए कि सिग्नल कैसे बह रहा है कौन सी शाखा किस शाखा से जुड़ी है और फिर मूल रूप से अपने आप को आश्वस्त करना कि हाँ यह मामला है दूसरे शब्दों में पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू पैरेलल इंटरचेंज करने से उन चीजों को नहीं बदलना चाहिए जो आपको मूल अनुक्रमों में वापस मिलनी चाहिए हालाँकि अब देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत समृद्ध मल्टी रेट स्ट्रक्चर है जब आपने सीरियल टू पैरलल कन्वर्जन किया था तो हमने जानबूझकर इनपुट साइड पर डिले एडवांस ऑपरेटरों को चुना अब आप इसे एडवांस ऑपरेटरों के साथ कर सकते थे आप तत्वों को डिले कर सकते थे और इसलिए मूल रूप से जब आपके पास इनमें से संयोजन होते हैं तो दूसरे शब्दों में हमारे पास डिले एलिमेंट एडवांस एलिमेंट और विभाजन की क्षमता होती है आप शुरू करते हैं कुछ दिलचस्प संयोजनों और दिलचस्प संरचनाओं को प्राप्त करना और फिर से आप सोच सकते हैं आप जानते हैं कि आप इंटरलेविंग और डिइंटरलेविंग के विभिन्न तरीकों को बनाने के लिए समय क्यों बर्बाद करेंगे वास्तव में यह बिल्कुल भी मंशा नहीं है यह वास्तव में है जब आप संचार समस्याओं को लेते हैं और आप उनका विश्लेषण करते हैं तो कभी कभी वे इस रूप में मैप होते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के विभिन्न रूप और फिर हम उन उदाहरणों को देख रहे हैं और उम्मीद है कि जब हम उन अवधारणाओं पर आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है अब यह समझ में आता है यही कारण है कि हम सीरियल टू पैरलल तरफ और फिर इस तरफ काउंटरक्लाकवाइज कम्यूटेटर कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें यह वास्तव में कई दिलचस्प मूलभूत परिणामों की ओर ले जाता है जो हम आने वाले लेक्चर में बनाएंगे